नमस्ते इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है अंतिम मॉड्यूल में हमने जो देखा है हमने देखा है कि हम कैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं हम कैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में उपयोग कर सकते हैं अब इस मॉड्यूल में हम देखते हैं कि कैसे हम नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में आप एम्प का उपयोग कर सकते हैं तो देखते हैं कि कैसे आप एम्प को एक गैर इनवर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो हम स्क्रीन पर वापस आते हैं और आप सर्किट देखेंगे यहाँ क्या मामला है वह मामला यह है कि हमने इनपुट वोल्टेज को लागू किया है या हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नॉनवर्टिंग टर्मिनल को सिग्नल लागू किया है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं हमारे पास अभी भी प्रतिक्रिया प्रतिरोध R1और R2 और यहां इनवर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को संकेत दिया गया है इसलिए यदि मैं नॉन इनवर्टिंग क्लोज़ लूप कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो सबसे पहले बाहरी घटक R1और R2 एक बंद लूप को सही बनाता है पहला बिंदु यह है कि बाहरी घटक R1 और R2 इनवर्टिंग एम्पलीफायर के समान बंद लूप बनाते है दूसरा आउटपुट आउटपुट इनवर्टिंग इनपुट का फीडबैक है यहां आउटपुट इनवर्टिंग इनपुट सही है तीसरा इनपुट सिग्नल नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर लागू होता है तीनों चीजें जिन्हें आप समझना बहुत आसान समझते हैं पहला R1और R2 एक बंद लूप बनाता हैदूसराइनवर्टिंग इनपुट ग्राउंडेड है और आउटपुट इनवर्टिंग इनपुट को खिलाया जाता हैतीसरा है इनपुट सिग्नल नॉन इनवर्टिंग आप एम्प को दिया जाता है अब नॉन इनवर्टिंग आप एम्प आदर्श कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग कर रहा है यदि यह आदर्श है तो हमारे पास वर्चुअल शॉर्ट के लिए आवेदन करने के लिए समान स्थितियां हैं आप एम्प सर्किट के लिए यह नकारात्मक प्रतिक्रिया और अनंत ओपन लूप हो रहा है अब बंद लूप गेन कुछ भी नहीं है लेकिन VOबाय VI 1 प्लस R2 R1 हैजिसे हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि यह बहुत बुनियादी है तो हम देखते हैं R1यहाँ है जो ग्राउंडेड है R2यहाँ है और फिर वर्चुअल ग्राउंड अवधारणा के कारण हमारे पास अंतर वोल्टेज शून्य है जो भी वोल्टेज इस गैर इनवर्टिंग टर्मिनल उसी वोल्टेज पर है वर्चुअल ग्राउंड की अवधारणा के कारण हमारे पास इनवर्टिंग टर्मिनल होगा अब अगर मैं इसे देखता हूं तो मुझे जो मिलेगा वह यहां मौजूद है लेकिन कुछ भी नहीं है लेकिन V बाय R1 यहां V R1 होगा जो शून्य वोल्ट के बराबर है या जो हम आगे पा सकते हैं जब यह कुछ भी नहीं है लेकिन अगर मेरे पास V1 कॉमन है तो 1 R2 R1 तो Vo 1 R2R1 ठीक यह मेरा आउटपुट वोल्टेज है जो 1 R2 R1 तो यह वही है जो बंद लूप का गेन देता है अनंत अंतर गेन हमने देखा है कि यह शून्य अनंत इनपुट प्रतिबाधा के अलावा कुछ भी नहीं है जो कि V R1 है क्योंकि R1 इनपुट है शून्य आउटपुट प्रतिबाधा आउटपुट वोल्टेज होगी बंद लूप का गेन बाहरी निष्क्रिय घटकों में होता है अर्थात हमने देखा है कि बाहरी निष्क्रिय घटक से हमारा क्या मतलब है फिर हमने बंद लूप एम्पलीफायर ट्रेड ऑफ गेन देखा है हमने यह भी देखा है कि यह इनवर्टिंग एम्पलीफायर के समान अवधारणा है तो इसके समतुल्य सर्किट मॉडल यदि मैं आकर्षित करता हूं तो इनपुट प्रतिबाधा अनंत अधिकार है गेन 1 R2 R1 हैV आउटपुट वोल्टेज में हमने यहां लिखा है आउटपुट प्रतिबाधा 0 है गेन कुछ नहीं है लेकिन 1 R2 R1 गेन 1 R2 R1 के अलावा कुछ नहीं है इसलिए आपको यह याद रखना होगा कि ज्यादातर चीजें इनवर्टर एम्पलीफायर के समान हैं सिवाय इसके कि अब चूंकि इनपुट कोनॉन इनवर्टिंग टर्मिनल परलागू कियाजाता है मेरा आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के चरण में होगा इसका मतलब है यदि मैं इस विशेष टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल लागू करता हूं तो मेरा आउटपुट प्रवर्धित होगा लेकिन चरण सही में तो यह शून्य डिग्री है यह भी शून्य डिग्री है यह आउटपुट है चरण में है जब आप इनपुट सिग्नल के साथ तुलना करते हैं वह पक्ष नॉन इनवर्टिंग है यह एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है तो आइए हम नॉन इनवर्टिंग आप एम्प का एक उदाहरण लें अतः नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का अनुसरण करते हुए बंद लूप गेन प्राप्त करें यदि Rf 100 किलो ओम के बराबर है तो Rin 10 किलो ओम के बराबर होता है हमारे पास Rf वैल्यू है हमारे पास Rin वैल्यू है अब नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के लिए क्या फॉर्मूला है 1 Rf Rin यह गेन है और अगर मेरे पास Vo और है Vo 1 Rf Rin Vमें यह गैर इनवर्टिंग एम्पलीफायर के लिए मेरा सूत्र है ठीक है तो दिया इसलिए इनवर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का बंद लूप गेन 11 या 208 DB है जिसे आप 20 लॉग गेन या 20 लॉग का उपयोग करके डेसीबल में गेन के वैल्यू को परिवर्तित करके वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं जो बराबर है 208 डेसीबल क्योंकि आपकोदिए गए समीकरण में प्रतिरोधों के मान को बदलना है तो हम एक और खोज करते हैं एक और समस्या हल करते हैं तो यह समस्या यह है कि मूल सर्किट का गेन 40 तक बढ़ जाता है आपने एकसमान उदाहरणदेखा है आवश्यक प्रतिरोधों के मूल्यों का पता लगाएं तो Av 40 को देखते हुए हम जानते हैं कि Rमें10 किलो ओम है इसलिए Rf 390 किलो ओम हो सकता है इसलिए यह समझना आसान है और इसीलिए हम अगली समस्या पर आगे बढ़ते हैं अगली समस्या इस एम्पलीफायर सर्किट के प्रत्येक चरण के लिए वोल्टेज गेन की गणना करना है जिसमें अनुपात और डेसीबल की इकाइयों में है फिर समग्र वोल्टेज गेन की गणना करें तो आपको इस तरह एक एम्पलीफायर दिया गया है आप देखते हैं कि उसके दो चरण हैंहम नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट लागू कर रहे हैं और आउटपुट को फिर से नॉन इनवर्टिंग इनपुट राइट पर दूसरे एम्पलीफायर पर लागू किया जाता है पहले एम्पलीफायर का आउटपुट दूसरे आप एम्प के गैर इनवर्टिंग टर्मिनल के इनपुट को खिलाया जाता है यहां हमें AV का वैल्यू खोजने के लिए कहा जाता है हमें समग्र वोल्टेज गेन का वैल्यू ढूंढना होगा और प्रत्येक चरण के लिए वोल्टेज गेन भी होगा तो आप देखते हैं कि सर्किट जटिल लग सकता है लेकिन समाधान बहुत आसान है अब आप केवल एक चरण देखते हैं स्टेज वन क्या है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर क्या है फॉर्मूला 1 Rf1 तो Rf 33k R1 47kक्या है आइए हम चरण दो पर विचार करें स्टेज दो क्या सूत्र है क्योंकि 91 22 3136 3136 1 4136 होगा तो हम अब Av2 के रूप में अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए यदि मैं अपने Av1को डेसिबल मेंपरिवर्तित कर दूं 20 लॉग 1702 या यह 46 डेसिबल होगा यदि मैं अपने AV 2 को डेसिबल में परिवर्तित करता हूं तो मेरे पास होगा 20 लॉग 4136 या 123 डेसीबल इसमें नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का समग्र गेन Av1 x Av2 है 1720 4136 7 अब फिर से मैं अपने गेन को डेसीबल में परिवर्तित करना चाहता हूं तब मुझे उपयोग करना होगा 20 लॉग जो मुझे 169 डेसिबल का वैल्यू देगा वही मुझे 169 डेसिबल का वैल्यू देगा यह है कैसे हम आप के लिए एक समस्या नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के लिए समाधान पा सकते हैं इसलिए अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि हम अंतर एम्पलीफायर को कैसे हल कर सकते हैं जो हमने पहले इनवर्टिंग में देखा है उसके बाद हमने योग देखा है फिर हमने नॉनवर्टिंग एम्पलीफायर को देखा है अब हम अगले मॉड्यूल में देखते हैं कि वास्तव में एक अंतर एम्पलीफायर का क्या मतलब है तब तक आप बस इस मॉड्यूल को देखें कि गैर इनवर्टिंग एम्पलीफायर कैसे काम करता है या आप नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट के रूप में ओपैंप को कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप एक आप एम्प को संमिंग एम्पलीफायर के रूप में कैसे डिजाइन कर सकते हैं तब तक ध्यान रखना मैं तुम्हें अगली कक्षा में देखूंगा अलविदा